कनेक्टिविटी पर पिछले 2 व्याख्यान में हम मुख्य रूप से विरासत प्रोटोकॉल पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे जो उच्च गुणवत्ता उच्च ग्रेड के औद्योगिक संचार की पेशकश करने के लिए आस पास रहे हैं विश्वसनीयता कम विलंबता कम jitter और इतने पर उद्योग की विशिष्ट आवश्यकताओं लेकिन कई अलग अलग प्रोटोकॉल हैं जिनका उपयोग औद्योगिक संदर्भों में किया जा सकता है कई वर्षों में कई अलग अलग प्रोटोकॉल विकसित हुए हैं विशेष रूप से वायरलेस संचार कम बिजली वायरलेस संचार IoT आधारित संचार और कई प्रोटोकॉल विकसित हुए हैं इसलिए यदि हम वर्तमान में देखें तो हम उद्योग 40 के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए औद्योगिक क्रांति 1 2 3 विभिन्न पीढ़ियों के माध्यम से हुई है और वर्तमान में हम 40 के बारे में बात कर रहे हैं जहां कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित किया गया है अब इस विशेष संदर्भ में अलग अलग IoT प्रौद्योगिकियां आई हैं जो उद्योग 40 के समर्थन की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर सकती हैं प्रोटोकॉल जैसे कि हमने इस विशेष पाठ्यक्रम के प्रारंभ में IoT पर परिचयात्मक खंड में चर्चा की है विभिन्न IoT प्रोटोकॉल के बारे में बात की AMQP MQTT जैसे प्रोटोकॉल और कई अन्य जो हम अब तक गुजर चुके हैं इन सभी का उपयोग इन legacy औद्योगिक संचार प्रोटोकॉल के अलावा किया जा सकता है जिसकी चर्चा हमने पिछले व्याख्यानों में की है इसके अलावा हम विभिन्न अन्य उन्नत प्रोटोकॉल का उपयोग कर सकते हैं विशेष रूप से विभिन्न वायरलेस संचार प्रौद्योगिकियों से संबंधित प्रोटोकॉल का उपयोग विभिन्न उपकरणों जैसे औद्योगिक मशीनों विभिन्न प्रकार की औद्योगिक मशीनों रोबोटिक्स रोबोटिक मशीनों सुरक्षा के बीच रोबोटिक उपकरणों उद्योग में कैमरे और इसी तरह के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया जा सकता है और नेटवर्क के सेवा मापदंडों के विभिन्न गुणवत्ता का समर्थन करते हैं जो देरी उपलब्धता विश्वसनीयता थ्रूपुट और इतने पर के संदर्भ में बनाया जा रहा है कुल मिलाकर जो वांछित है वह एकीकृत कनेक्टिविटी का होना है भले ही आप विभिन्न प्रोटोकॉलों का उपयोग कर रहे हों जो वायर्ड हो सकते हैं या वायरलेस या जो legacy वाले या आधुनिक हो सकते हैं जो महत्वपूर्ण है वह कनेक्टिविटी को पेश करने में सक्षम होना चाहिए एकीकृत कनेक्टिविटी Unified connectivity का मतलब है जो कि सहज कनेक्टिविटी उपयोगकर्ताओं को यह नहीं पता होगा कि विशिष्ट आवश्यकताओं परिदृश्यों उदाहरणों परिस्थितियों और इतने पर निर्भर करता है कि कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जा रहा है और वे फेरबदल फेरबदल पीछे से हो रहा हैं उपयोगकर्ता मूल रूप से सेवाओं को प्राप्त करते हैं और दृश्य के पीछे एक एकीकृत कनेक्टिविटी architecture है जो मूल रूप से विशिष्ट औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक डेटा भेजने में मदद करता है इन legacy प्रोटोकॉल में modbus TCP RTU यह फ़ील्डबस profibus इंटर बस है तो ये सभी प्रोटोकॉल वहां हैं साथ ही आपके पास नए प्रोटोकॉल भी हैं जैसे कि MQTT AMQP और कई अन्य जो IOT युग में लोकप्रिय हो गए हैं इसके अलावा कुछ और भी हैं जिनके बारे में हम अब चर्चा करने जा रहे हैं जो हाल के दिनों में 5G tactile internet वगैरह की तरह हैं जो बहुत लोकप्रिय हो गए हैं वे भी इस्तेमाल किया जा सकता है वे एक साथ एकीकृत किया जा सकता है एक एकीकृत तरह के मंच का समर्थन करने के लिए विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग किया जा सकता है और एकीकृत कनेक्टिविटी की पेशकश की जा सकती है अगले महत्वपूर्ण क्या है अनुकूलित सेवा अनुकूलित सेवा समर्पित नेटवर्क संचार कम विलंबता संचार अति विश्वसनीय संचार ये विभिन्न अन्य उद्योग विशिष्ट आवश्यकताएं हैं जिनका सभी को ध्यान रखना होगा तो यह कम latency संचार समझा जाता है अल्ट्रा विश्वसनीय संचार भी समझा जाता है यह dedicated network क्या है अनुकूलित आवश्यकताओं मूल रूप से अनुकूलित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा इसके अलावा क्योंकि विभिन्न उद्योग विशेष रूप से विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में विशिष्ट अनुकूलित आवश्यकताएं हैं उन समर्पित नेटवर्क समाधानों को अनुकूलित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग करना होगा और साथ ही साथ इन ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ सेवा की पेशकशों को पूरा करना होगा इसलिए हम अलग अलग प्रोटोकॉलों को देखेंगे उदाहरण के लिए अलग अलग सामुदायिक पहलें हुई हैं 3GPP औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करता है यह रिलीज़ 15 है रिलीज़ 15 मूल रूप से उद्योग की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता है रिलीज़ 16 मूल रूप से भविष्य के कारखानों के बारे में बात करता है ताकि स्मार्ट कारखानों और इतने पर इसलिए कारखाने स्मार्ट कारखाने की आवश्यकताओं का समर्थन करने वाले विभिन्न उपयोग के मामले है और फिर आपके पास 5 G ACIA है जो मूल रूप से OT उद्योग को एकजुट करता है OT का अर्थ है संचार प्रौद्योगिकी उद्योगों के साथ ICT उद्योगों की जानकारी और संचार प्रौद्योगिकी उद्योग के साथ परिचालन प्रौद्योगिकी उद्योग और उद्योगों के लिए 5G को सक्षम करने के लिए शिक्षा इसलिए मूल रूप से यह उद्योगों के लिए 5 जी के बारे में बात कर रहा है 5G ACIA और IEEE में अलग अलग प्रोटोकॉल हैं जैसे TSN 8021Q Ethernet प्रोटोकॉल का समर्थन करता है 3GPP ने 16 अलग अलग उपयोग मामलों को जारी किया है विभिन्न उपयोग मामलों के लिए समर्थन है ये वही हैं जो मूल रूप से 3GPP दस्तावेज़ में सूचीबद्ध हैं तो पहले एक real bound mass transit बिल्डिंग ऑटोमेशन स्मार्ट हेल्थकेयर स्मार्ट सिटी भविष्य की फैक्ट्रियों स्मार्ट फार्मिंग सेंट्रलाइज्ड पावर जनरेशन इलेक्ट्रिक पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम मेकिंग और स्पेशल इवेंट्स के लिए सपोर्ट है ये अलग अलग उपयोग हैं ऐसे मामले जो 16 जारी किए गए 3GPP द्वारा समर्थित हैं भविष्य की फैक्ट्रियां यहां हम मूल रूप से भारी उद्योगों की बात कर रहे हैं जैसे कि मुख्य रूप से तेल रिफाइनरियां खनन उद्योग विनिर्माण उद्योग गोदाम और इसी तरह और विभिन्न प्रणालियों के हित उदाहरण के लिए गति नियंत्रण यह बहुत महत्वपूर्ण है रोबोटिक मशीनरी सेंसर नेटवर्क बड़े पैमाने पर वायरलेस सेंसर नेटवर्क की तैनाती तो ये सभी भविष्य के कारखानों के स्मार्ट कारखानों के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं हैं इसलिए 5G तकनीक का इस्तेमाल इन विभिन्न उद्योगों के भीतर अलग अलग निजी नेटवर्क बनाने के लिए किया जा सकता है तो हमारे 5G नए रेडियो में यह 5G है जिसमें इस उच्च बैंड के अलग अलग बैंड विनिर्देश हैं जो मूल रूप से इस 24 Giga hertz बैंड से अधिक है यह मिलीमीटर है मिलीमीटर तरंग संचार का समर्थन करता है मिलीमीटर तरंग संचार का समर्थन करता है फिर हमारे पास छोटे पैमाने पर निजी नेटवर्क संचार के लिए है छोटे सेल की तैनाती femtocells picocells एकीकृत वाई फाई के रूप में भी है यह डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन मूल रूप से आप एक डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं जो एक प्रकार के सेल्युलर कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है दूसरे डिवाइस को दूसरे सेल्युलर कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है लेकिन एक ही सेल्युलर कम्युनिकेशन मूल रूप से किसी तरह के सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर को शामिल किए बिना डिवाइस को सीधे कम्युनिकेशन में लगाता है प्रदर्शन किया जा रहा है और कभी कभी इसकी आवश्यकता होती है और यह विशेष रूप से औद्योगिक संदर्भ में बहुत उपयोगी होगा क्योंकि एक मशीनरी किसी अन्य मशीनरी से सीधे बात करना चाह सकती है और आप इस मशीनरी से पैकेट को केंद्रीय नियंत्रक को नहीं भेजना चाहते हैं और फिर नियंत्रक से दूसरी मशीन पर तो डिवाइस टू डिवाइस संचार सिस्टम संचार की समग्र विलंबता में कटौती करेगा तो हम इस 5G NR के बारे में बात करते हैं तो अब यह प्रदान करता है कि यह एक 3GPP प्रोटोकॉल है जो नए एयर इंटरफ़ेस प्रदान करता है और विभिन्न ITU सेवा श्रेणियों जैसे उन्नत मोबाइल ब्रॉडबैंड eMBB बड़े पैमाने पर मशीन प्रकार संचार mMTC और अल्ट्रा विश्वसनीय कम विलंबता संचार uRLLCC के साथ संरेखित किया जाता है तो डिजाइन का उद्देश्य backward compatibility की पेशकश करना हैं इसका मतलब है विभिन्न तकनीकों को इन तकनीकों की मदद से जोड़ना और ऐसी तकनीकें जिन्से हम backward compatibility में समर्थित हैं हम इन विभिन्न प्रौद्योगिकियों द्वारा समर्थित होंगे और versatile कनेक्शन विभिन्न विषम उपकरणों के कनेक्शन विभिन्न विक्रेताओं द्वारा उत्पादित विभिन्न मानकों और छोटे डिवाइस और बड़े उपकरणों का समर्थन करने में सक्षम होंगे यह विभिन्न गति का समर्थन करता है PC to PLC PLC से कुछ अलग हो सकता है एक छोटे कम गति वाले डिवाइस के साथ एक उच्च गति डिवाइस इस NR की मदद से सभी विभिन्न प्रकार के heterogeneous संचार का समर्थन किया जा सकता है यहां छोटे पैमाने पर तैनाती हम विभिन्न उद्देश्यों को संबोधित करने के बारे में बात कर रहे हैं जैसे कि backhaul पर बोझ को कम करना ऊर्जा दक्षता में सुधार और मृत क्षेत्रों को कम करना मृत क्षेत्र मूल रूप से होते हैं जहां नेटवर्क सिग्नल मूल रूप से नहीं पहुंचते हैं अगर वहाँ है अगर कुछ मृत क्षेत्र हैं जहां सिग्नल नहीं पहुंचते हैं तो छोटे सेल की तैनाती उन मृतकों में कनेक्टिविटी की पेशकश करने में मदद करेगी जोन जहां सिग्नल नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ऑपरेटिंग आवृत्ति ये छोटे सेल लाइसेंस प्राप्त स्पेक्ट्रम के साथ साथ लाइसेंस प्राप्त छूट वाले स्पेक्ट्रम दोनों का समर्थन करते हैं तो यह इन दोनों प्रकार के स्पेक्ट्रम द्वारा समर्थित हो सकता है यहां हम डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो मशीन 1 मशीन 2 वे एक दूसरे से D2D लिंक पर बात कर सकते हैं मशीन टू मशीन 3 एक और D2D लिंक डिवाइस टू डिवाइस बात कर सकते हैं संचार जो मूल रूप से समय या संचार की विलंबता को कम करता है तो ये D2D लिंक हैं यह एक है यह एक और है और हम पारंपरिक लिंक के विपरीत इसके बारे में बात कर रहे हैं परंपरागत रूप से क्या होता है मशीन एक डेटा 2 या पैकेटों को एक्सेस प्वाइंट पर भेजती है और एक्सेस प्वाइंट से मशीन 2 पर आता है इस तरह से करने के बजाय मशीन टू मशीन संचार होता है तो कुल उद्देश्य यह है कि विलंबता में वृद्धि को कम करना और बैकबोन नेटवर्क कोर नेटवर्क पर लोड को समाप्त करना यह बहुत महत्वपूर्ण है अब एक तकनीक जो बहुत लोकप्रिय हो गई है tactile internet है जो मूल रूप से स्पर्श के संदर्भ में डेटा ट्रांसमिशन का समर्थन करता है स्पर्श भावना उपकरणों के वास्तविक समय संचरण की पेशकश करता है और उन्हें सक्रिय करता है इसलिए मानव मशीन इंटरैक्शन को एक नया पहलू प्रदान करता है विशेष रूप से HCI BCI के संदर्भ में यह एकस्पर्शनीय इंटरनेट बहुत लोकप्रिय हो गया है haptic संचार यह हैप्टिक संचार प्रदान करता है जिसका मतलब है कि 1 सेकंड RTT से कम समय के अंत से अंत तक विलंबता का समर्थन करता है यहाँ पर haptic संचार architecture दी गई है इसलिए हमारे पास यह मानव इंटरफ़ेस है हमारे पास यह मानव इंटरफ़ेस है यह इस मानव इंटरफ़ेस है हमारे पास ये दूरस्थ मशीनें हैं और बीच में हमारे पास यह स्पर्श सक्षम कोर नेटवर्क है और यह समग्र हैप्टिक संचार architecture यहां दिखाया गया है इसलिए अधिक विवरण के लिए आपको इस विशेष पेपर को देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो 5 G स्पर्श इंटरनेट पर हैप्टिक संचार के बारे में बात कर रहा है तो 5 G स्पर्श इंटरनेट पर हैप्टिक संचार इस विशेष पेपर में बात की जाती है इसलिए मैं आपको इस विशेष पेपर के माध्यम से जाने के लिए प्रोत्साहित करूंगा कि यह तंत्र कैसे काम करता है इसलिए आवश्यकताओं को पूरा करने के मामले में अल्ट्रा उत्तरदायी कनेक्टिविटी की आवश्यकताएं 1 मिलीसेकंड के क्रम में विलंबता अति विश्वसनीय संचार सर्वव्यापी कनेक्टिविटी कवरेज की विस्तृत श्रृंखला सुरक्षा गोपनीयता स्पर्श डेटा विनिमय एज इंटेलिजेंस इसका मतलब है डेटा के स्रोत के करीब इनमें से कुछ प्रसंस्करण को किया जा रहा है आगे की प्रक्रिया के लिए सर्वर और बैक एंड को सब कुछ भेजने के बजाय एज इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस क्लोज टू एज इसका मतलब है डेटा का स्रोत स्पर्श इंटरनेट के साथ किया जाएगा स्पर्शनीय इंटरनेट को महसूस करने के लिए अलग अलग तरीके हैं SDN का उपयोग SDN तकनीक MIMO MEC मोबाइल एड्स कंप्यूटिंग और नेटवर्क फ़ंक्शन वर्चुअलाइजेशन के लिए किया जाता है औद्योगिक स्वचालन स्वायत्त ड्राइविंग रोबोटिक्स स्वास्थ्य सेवा आभासी संवर्धित वास्तविकता आभासी वास्तविकता संवर्धित वास्तविकता गेमिंग यूएवी और कुछ अनुप्रयोग है इसके बाद यह विशेष प्रोटोकॉल URLLC आता है जो अल्ट्रा विश्वसनीय लो लेटेंसी कम्युनिकेशन है इसलिए जैसा कि आप समझ सकते हैं कि यह औद्योगिक परिदृश्यों के लिए काफी आकर्षक है इसलिए यहां आवश्यकताओं को 999999 प्रतिशत उपलब्धता के क्रम में उपलब्धता के लिए है यह उपलब्ध होने पर नेटवर्क को 6 nines 999999 प्रतिशत उपलब्ध कराया जाता है तो उपलब्धता के उच्च स्तर 1 मिलीसेकंड के क्रम में प्रवेश ई में विश्वसनीयता 10 टू पावर माइनस 5 आउटेज के लिए संभावना पैकेट आकार तीस से 200 बाइट्सऔर छोटे छोटे संचरण की अवधि डिजाइन चुनौतियां पारंपरिक संचार प्रणालियों के साथ थ्रूपुट विलंबता RTT TTL और TTL TTI के संबंध में विभिन्न चुनौतियां हैं TTI मूल रूप से ट्रांसमिशन टाइम अंतराल है TTI तो प्रसंस्करण देरी TTI विलंबता ये सभी काफी अधिक हैं जिसमें थ्रूपुट भी शामिल है पारंपरिक संचार प्रणालियों के साथ काफी अधिक है यहां हमें छोटे TTI के साथ कम विलंबता संचार प्रदान करेगा इसलिए मूल रूप से इस पर संकेत बढ़ने वाला है इसके अतिरिक्त हमने त्रुटियों से निपटने के लिए त्रुटियों की चुनौतियों के साथ निर्माण किया है जो हम त्रुटि प्रवण चुनौतियों के बारे में बात कर रहे हैं जिससे विश्वसनीयता घट जाती है अलग अलग विधियाँ हैं इसलिए TTI की छोटी या छोटी TTL जो भी है हम छोटी टीटीएल आवश्यकताओं माइक्रो स्केल में छोटे स्लॉट की लंबाई लचीली ट्रांसमिशन फ्रेम संरचना के बारे में बात कर रहे हैं फिर orthogonal frequency डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग प्रतीकों को कम करने प्रतीक अवधि को कम करने और इसलिए इन सभी में यह मिशन महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए आकर्षक है पहले HARQ रिट्रांसमिशन स्कीम HARQ हाइब्रिड ARQ के लिए खड़ा है ARQ है और मूल रूप से यह पहला HARQ मूल रूप से डिकोडिंग से पहले प्राप्त प्रतीक की शुद्धता की भविष्यवाणी करने की प्रक्रिया के माध्यम से रिट्रांसमिशन का ख्याल रखता है लाभ यह है कि यह प्रसंस्करण समय को कम कर देता है और नुकसान यह है कि इसके पास झूठी सकारात्मक त्रुटियां होती हैं इसके बाद मिलीमीटर तरंग संचार आता है जहां संचार 30 से 300 Giga hertz बैंड के इस विशेष बैंड में होता है और यह मूल रूप से मिलीमीटर तरंग संचार इस विशेष बैंड में सेलुलर कनेक्टिविटी प्रदान करता है और विशेष रूप से इनडोर संचार के लिए जहां मृत क्षेत्र हैं तो इस पर भी विशेष रूप से आकर्षक है इस मिलीमीटर तरंग संचार में तरंगदैर्ध्य आमतौर पर 1 से 10 मिलीमीटर होता है और इस विशेष मिलीमीटर लहर संचार में एक कम तत्व आकार और MIMO आधारित संकीर्ण बीम गठन होता है इसलिए इन बातों के विवरण के लिए मैं आपको इस विशेष पेपर के माध्यम से जाने के लिए प्रोत्साहित करूंगा जो कि अल्ट्रा विश्वसनीय कम विलंबता संचार पत्र है जिसे 2018 में IEEE नेटवर्क पत्रिका में प्रकाशित किया गया है इसलिए यहां मूल रूप से आप एक लेख प्राप्त कर सकेंगे इन विधियों के संबंध में बहुत अधिक विभिन्न प्रकार के विचार सक्षम करने के तरीकों में विषम संरचना शामिल है जहां कई छोटे सेल के साथ एक एकल मैक्रो सेल का उपयोग किया जाएगा या अलग नियंत्रण और डेटा चैनल का उपयोग किया जा सकता है इसलिए माइक्रोवेव फ़्रीक्वेंसी डेटा चैनल के लिए अलग से कंट्रोल चैनल मिलीमीटर wave फ़्रीक्वेंसी के लिए और इन अलग अलग इनेबलिंग मेथड्स के जरिए dual mode स्मॉल सेल का इस्तेमाल किया जा सकता है इसलिए मैं इनके बारे में बहुत उच्च स्तर पर बात कर रहा हूं मैं इनका उल्लेख बहुत तेजी से कर रहा हूं लेकिन अगर आपको वास्तव में जानना है और इनको विस्तार से समझना है तो बहुत अधिक समय की आवश्यकता होगी यदि आप मिलीमीटर तरंग या इन तकनीकों में से किसी के बारे में जानने के लिए बहुत इच्छुक हैं तो अधिक विस्तार से मैं आपको इसी सामग्री पेपर स्रोत के माध्यम से जाने के लिए प्रोत्साहित करूंगा जो स्लाइड के नीचे दिया गया है मिलीमीटर तरंग संचार के नुकसान यह है कि उच्च लाभ और उच्च दिशात्मक antennas की आवश्यकता होती है और अलग अलग अन्य नुकसान हैं जैसे कि यह तकनीक penetration loss और shadowing से ग्रस्त है और कई अलग अलग नुकसान हैं इसके साथ हम इस विशेष व्याख्यान के अंत में आते हैं और हमने इनमें से कुछ अलग अलग आधुनिक तकनीकों पर ध्यान दिया है जिनका उपयोग विशेष रूप से औद्योगिक संचार के संदर्भ में 5G और tactile internet मे किया जा सकता है इसलिए इन विभिन्न नई संचार तकनीकों का उपयोग IoT संचार प्रौद्योगिकी के अलावा किया जा सकता है जिस पर हमने इस विशेष पाठ्यक्रम के पहले मॉड्यूल में चर्चा की है इसके साथ ही हम समाप्त करते हैं धन्यवाद